उद्योग 40 में हम IoT IIoT औद्योगिक IoT के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से विभिन्न सेंसर और एक्चुएटर के उपयोग पर आधारित हैं इसलिए ये सेंसर आमतौर पर बहुत से अलग अलग डेटा को महसूस करते हैं और इस डेटा को महसूस करने के बाद लगातार भेजा जाता है तो इस डेटा को संसाधित करना होगा तो हम किस तरह के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो IoT IIoT उद्योग 40 के संदर्भ में इस तरह का डेटा बिग डेटा के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज़ के व्यवहार को प्रदर्शित करता है तो हमें डेटा के बड़े और पारंपरिक रूपों का विश्लेषण करना है ताकि इसका अर्थ निकाला जा सके इसलिए जब हम इस विश्लेषण के बारे में बात करते हैं तो जो कुछ भी AI में मशीन लर्निंग के संदर्भ में बात की थी उस तरह की कार्यप्रणाली यहां भी लागू होती है तो एनालिटिक्स न्यूरल नेटवर्क के विभिन्न तरीकों का उपयोग SVM इन सभी का उपयोग डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है सांख्यिकीय विधियों के अलावा बहुभिन्नरूपी सांख्यिकीय तरीके जिनसे हम सभी परिचित हैं इसलिए डेटा का विश्लेषण करने के लिए इनका उपयोग भी किया जा सकता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप IIoT में इन IoT उपकरणों से प्राप्त डेटा से अर्थ प्राप्त करने का प्रयास करें तो बिग डेटा क्या है तो डेटा जो प्रसंस्करण उपकरण और पारंपरिक डेटाबेस पारंपरिक प्रसंस्करण उपकरण द्वारा नियंत्रित किए जाने के लिए बहुत बड़ा है इसलिए बिग डेटा आमतौर पर वे होते हैं जो गैर संरचित डेटा के गुणों को प्रदर्शित करते हैं लेकिन उनके पास संरचना डेटा भी हो सकता है संरचना डेटा का मतलब क्या है संरचना डेटा वे हैं जिन्हें विभिन्न डेटाबेस में तालिकाओं के रूप में संग्रहीत किया जा सकता है उदाहरण के लिए रिलेशनल टेबल का उपयोग करते हैं तो आप उन डेटा को इन रिलेशनल टेबल में स्टोर नहीं किया जा सकता है तो ये बिग डेटा की तरह हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हैं जिन्हें कुछ खास तरीकों से हैंडल करना होगा तो आइए हम बिग डेटा की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दें हम डेटा के प्रतिनिधित्व के बारे में बात कर रहे हैं जो अधिग्रहण डेटा की मात्रा डेटा लक्षण वर्णन की गति को बढ़ाता है सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक साहचर्य विधियों का उपयोग करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है विश्लेषण या डेटा जिसे महत्वपूर्ण क्षैतिज ज़ूम प्रौद्योगिकियों के साथ सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है यह बिग डेटा की इन परिभाषाओं में से एक के अनुसार है इसलिए मैं आपको बता रहा था कि IoT IIoT के संदर्भ में हम संरचित डेटा के साथ साथ असंरचित डेटा प्राप्त करेंगे इसलिए संरचित डेटा जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर रहा था जो कि एक संगठित फैशन में आम तौर पर रिलेशनल में आसानी से संग्रहीत किया जा सकता है इसलिए यदि आप इस डेटा को तालिकाओं के रूप में संग्रहीत करने में सक्षम हैं तो आप डेटा को एक्सेस करने के लिए इन तालिकाओं को क्वेरी करने के लिए SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा जैसी भाषा का उपयोग कर सकते हैं जो उनमें संग्रहीत हैं हालाँकि यदि आप असंरचित डेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस डेटा को RDBMS तालिकाओं के रूप में संग्रहीत नहीं कर सकते हैं और कोई पूर्वनिर्धारित डेटा मॉडल नहीं है जिसका उपयोग इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है इसलिए मूल रूप से वर्तमान दुनिया में हमारे द्वारा सामना किए गए अधिकांश डेटा असंरचित होंगे इसलिए आप इस तरह के डेटा का विश्लेषण करने के लिए पारंपरिक डेटाबेस तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिनसे आप पहले से परिचित हैं और एक ही समय में न केवल ये डेटा असंरचित होते हैं बल्कि यह डेटा विशाल मात्रा में भी आते हैं इसलिए आप विशाल डेटासेट के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें कुछ निश्चित तरीके से संग्रहीत करना होगा तो ये बिग डेटा की इन विशेषताओं में से कुछ हैं जो हम वॉल्यूम विविधता और वेग के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बिग डेटा को परिभाषित करने वाले मुख्य 3 V हैं डेटा जो वॉल्यूम में बड़ा है जो विविधता प्रदर्शित करता है और जो प्रसंस्करण सर्वर या प्रोसेसिंग एजेंट में उच्च वेग पर आता है परंपरागत रूप से इस तरह के डेटा को बिग डेटा के रूप में कहा जाता था लेकिन शोधकर्ताओं ने बिग डेटा के साथ और अधिक और अलग पहलुओं को भी शामिल किया अन्य पहलू वास्तव में अन्य V के हैं तो अन्य V की परिवर्तनशीलता विज़ुअलाइज़ेशन मूल्य सत्यता जैसे ये 4 अतिरिक्त V हैं जो बिग डेटा को भी चिह्नित करेंगे इसलिए पारंपरिक 3 V के प्लस 4 V के 7 V का उपयोग बिग डेटा को चिह्नित करने के लिए किया जाएगा तो आइए हम इन्हें थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करें तो चलिए 3 V के पहले वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं इसलिए वॉल्यूम वेग विविधता तो इन 3 V के बारे में विचार करें तो यह वॉल्यूम क्या है यह वॉल्यूम बड़ी मात्रा में डेटा है जिसके बारे में हम शीर्ष रूप से बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए कुछ सर्वर पर 72 घंटे का वीडियो जैसे कि हमें YouTube कहने दें हम केवल उदाहरण के लिए लेते हैं यह कुछ भी हो सकता है यह विशाल प्रकार का डेटा है और वॉल्यूम में विशाल है फिर यदि आप वेग के बारे में बात कर रहे हैं यदि आप उदाहरण के लिए ट्विटर के बारे में बात करते हैं या इसी तरह के अन्य प्लेटफार्मों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्रति दिन औसतन कुछ 100 मिलियन ट्वीट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस तरह के डेटा के वेग को संभालना बहुत महत्वपूर्ण है और फिर विविधता और यह विविधता आपको संरचित और गैर संरचित डेटा दोनों से हो सकती है तो उदाहरण के लिए डेटा की विविधता छवि डेटा पाठ डेटा फिर वीडियो डेटा सभी एक साथ एक ही समय में आ रहे हैं वह विविधता है इसलिए बिग डेटा के संदर्भ में हम आम तौर पर डेटा के बारे में बात कर रहे हैं जो आ रहा है आप इसे एक पाइप के रूप में सोच सकते हैं किसी प्रकार का पाइप जिसके माध्यम से डेटा लगातार आ रहा है डेटा के विशाल वॉल्यूम उच्च वेग और इस डेटा पर आ रहे हैं इस डेटा की संरचना सभी बहुत विविध हैं पाठ छवि वीडियो और विभिन्न प्रकार भिन्न हैं तो ये सभी डेटा एक ही समय में आ रहे हैं इस तरह के डेटा को संभालना पारंपरिक डेटा वेयरहाउसिंग डेटाबेस तकनीकों वगैरह का उपयोग करके संभव नहीं है तो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरह के डेटा को संबोधित करने के लिए आपके पास नई पद्धति नए उपकरण कैसे हो सकते हैं तो आइए हम स्लाइड्स में जो चर्चा कर रहे थे उस पर वापस जाएं तो हम डेटा की बड़ी मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं हम केवल गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में डेटा के बारे में बात कर रहे हैं हम पेटाबाइट्स हेक्सबाइट्स और डेटा के बारे में बात कर रहे हैं आप उस तरह का डेटा कैसे स्टोर करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है वेग पैदा करने की गति औसतन प्रति दिन 100 मिलियन ट्वीट्स जो कि आने वाले डेटा का विशाल वेग है डेटा उत्पन्न हो रहा है इसलिए यदि डेटा उत्पन्न हो रहा है तो आपको डेटा को संभालना होगा और यह एक उच्च वेग डेटा है जो इसमें आ रहा है और इसे संभाला जाना है दूसरी ओर स्टॉक एक्सचेंज जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इसलिए वे उच्च गति में आने वाले डेटा की बड़ी मात्रा को संभालते हैं इसलिए स्टॉक एक्सचेंजों में कई एक्सचेंज वित्तीय आदान प्रदान किए जाते हैं इसलिए इस तरह के डेटा की गति भी बहुत महत्वपूर्ण है विविधता हम डेटा की विभिन्न किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं पाठ छवि ऑडियो वीडियो वगैरह वगैरह सभी अलग अलग प्रकार के डेटा बिना किसी डेटा प्रारूप के प्रतिबंध के बारे में भिन्नता इसलिए यहां हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जो विविधता से अलग है यहां हम उन डेटा के बारे में बात कर रहे हैं जिनका अर्थ लगातार बदल रहा है तो उदाहरण भाषा प्रसंस्करण हैश टैग भू स्थानिक डेटा मल्टीमीडिया डेटा सेंसर डेटा वगैरह होगा वेरिसिटी डेटा में पूर्वाग्रह को इंगित करता है और यह डेटा में असामान्यता और शोर के बारे में बात करता है इसलिए यह उन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण है जिनमें स्वचालित निर्णय लेना शामिल है न केवल डेटा की गुणवत्ता बल्कि वेरिसिटी डेटा की समझ के साथ सत्यापन करता है इस चीज़ में डेटा को समझना महत्वपूर्ण है वेग में डेटा को समझना महत्वपूर्ण है विज़ुअलाइज़ेशन विज़ुअलाइज़ेशन हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि किस रूप में डेटा को विज़ुअलाइज़ करना होगा ग्राफिकल रूप में टेक्स्ट फॉर्म में वे अलग अलग पैटर्न कौन से हैं जिन्हें देखकर पहचाना जा सकता है तो इस डेटा की इन सभी विभिन्न विशेषताओं में डेटा का दृश्य महत्वपूर्ण है और मूल्य जो मूल रूप से बिखरे हुए डेटा से कुछ व्यावसायिक जानकारी निकालना है तो यह मूल रूप से बिग डेटा की मूल्य विशेषता है तो डेटा के स्रोत क्या हैं एंटरप्राइज़ डेटा ऑनलाइन ट्रेडिंग से डेटा विश्लेषण उत्पादन इन्वेंट्री डेटा बिक्री और विभिन्न अन्य वित्तीय डेटा से उत्पन्न किया जा सकता है ये उद्यम डेटा के कुछ उदाहरण हैं IoT डेटा जैसे औद्योगिक डेटा हेल्थकेयर डेटा कृषि डेटा और इसी तरह बायोमेडिकल डेटा डेटा जो जीन अनुक्रमण से मेडिकल क्लीनिक से उत्पन्न होते हैं और अन्य डेटा जैसे कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी डेटा खगोल विज्ञान डेटा परमाणु अनुसंधान डेटा ये डेटा के विभिन्न स्रोत हैं खगोल विज्ञान इसलिए इनमें से कुछ दूरबीनों को दुनिया के कुछ हिस्सों में निरंतर आकाश में देखने के लिए लगाया गया है हर वक्त 365 दिन एक वर्ष में ये आकाश को स्कैन कर रहे हैं और इसलिए जैसा कि आप समझ सकते हैं इतना डेटा लगातार इन दूरबीनों से आ रहा है तो इस तरह के डेटा को संभालना होगा ये वे डेटा हैं जो भारी मात्रा में आते हैं तो ये डेटा के कुछ स्रोत हैं लेकिन इन मशीनों के समान उद्योगों के संदर्भ में साइबर फिजिकल सिस्टम मशीनें अपने निरंतर संचालन के आदान प्रदान के आधार पर लगातार काम करती हैं और इसी तरह वे डेटा उत्पन्न कर रही हैं जो आमतौर पर संरचित और असंरचित या गैर संरचित डेटा का एक संयोजन है और इन्हें बिग डेटा डेटा संग्रह के लिए इन विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग करके संभालना होगा तो आपको डेटा एकत्र करना होगा इसलिए स्रोत लॉग फाइल रिकॉर्ड फाइलें सेंसर से RFID उपकरणों जैसे विभिन्न अन्य स्रोतों से हो सकते हैं और ये विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं

डेटा ट्रांसमिशन है फिर डेटा को प्रोसेस शमन का अनुसरण करता है एकीकरण मूल रूप से विभिन्न स्रोतों से डेटा का संयोजन है और उपयोगकर्ताओं को एक निरंतर डेटा मूल्य प्रदान करना है समाशोधन स्पॉट है अगर कोई ऐसी चीज है जिसे गलत अपर्याप्त या असहयोगी होने के लिए स्पॉट किया जाता है तो उस तरह के डेटा को स्पॉट करना होगा सही करना होगा या उन्हें निकालना होगा रिडंडेंसी है तो जगह जगह फ़िल्टर करने होंगे जो इस तरह के अनावश्यक डेटा की पुनरावृत्ति को प्रेषित होने से दूर करेंगे क्योंकि बैंडविड्थ भी बहुत सीमित है इसलिए आप अनावश्यक रूप से डेटा को प्रसारित नहीं करना चाहते हैं डेटा संग्रहण यहां महत्वपूर्ण है हम यहां बता रहे हैं कि बिग डेटा को संग्रहीत करने के लिए फाइल सिस्टम कैसा होगा तो GFS एक वितरित फाइल सिस्टम है जो बड़े पैमाने की फाइलों के भंडारण भंडारण में सहायता करने में मदद करता है एक और HDFS है HDFS मूल रूप से कुछ है जो कि हडूप प्रौद्योगिकी में पालन किया जाता है हडूप सिस्टम जो डेटा के भंडारण के साथ बिग डेटा संदर्भ में उपयोग के लिए काफी लोकप्रिय है तो HDFS फाइल सिस्टम एक उल्लेखनीय फाइल सिस्टम है जो GFS के ओपन सोर्स कोर्स से लिया गया है तो GFS और HDFS हमारी फाइल सिस्टम जो बिग डेटा के विभिन्न संदर्भों में उपयोग के लिए काफी लोकप्रिय हैं डेटाबेस विभिन्न प्रकार के डेटाबेस गैर पारंपरिक डेटाबेस गैर पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस के लिए NoSQL क्वेरी भाषा का उपयोग किया जा सकता है तो आपको डेटा एनालिटिक्स की आवश्यकता क्यों है तो IoT IIoT उद्योग 40 के संदर्भ में सामान्य सेंसर जो उपयोग किए जाते हैं वे आकार में बहुत छोटे होते हैं और उन्हें कहीं भी रखा जा सकता है और सेंसर से इन डेटा को कुछ नेटवर्क पर स्थानांतरित किया जा सकता है आमतौर पर वायरलेस तरीके से क्योंकि सिस्टम से सिस्टम पर डेटा ले जाने की यह अभिव्यक्ति इन विभिन्न सेंसर का उपयोग कर रही होगी और डेटा एक सेंसर से दूसरे में जा रहा होगा इसलिए कुछ डेटा सिस्टम के लिए व्यर्थ हैं तो कोई कैसे जान सकता है कि कौन से डेटा व्यर्थ हैं और कौन से नहीं हैं इसीलिए इस डेटा का विश्लेषण करना होगा और इसके अलावा एक और बात यह है कि एक बार जब आप डेटा का विश्लेषण कर लेते हैं तो आप सिस्टम पर कुछ सक्रियता भौतिक प्रणाली पर भौतिक वातावरण पर प्रदर्शन कर सकते हैं तो उन समीकरणों का प्रदर्शन किया जा सकता है जो आंकड़ों के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर प्राप्त किया जाता है इसलिए एनालिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है एक ग्राहक के लिए एनालिटिक्स ग्राहक को प्रतियोगियों के बारे में जानने प्रतियोगियों के बारे में जानने ग्राहक को जुड़ने और उन गतिविधि को करने में मदद करेगा जो व्यवसाय का विस्तार करता हो ग्राहक को गलत निर्णयों से बचाने के लिए बाजार की प्रभावशीलता में सुधार करना और उचित उत्पाद सिफारिशें करना उचित उत्पाद सिफारिशें करना उदाहरण के लिए यदि आप अमेजन या ईबे या किसी ऐसी साइट में जा रहे हैं तो आपने देखा होगा या यहां तक कि फ्लिपकार्ट वगैरह की तरह तो वे रिकमेंडर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो मूल रूप से रिकमेंडर सिस्टम मूल रूप से ये जो करते हैं वे भी AI आधारित प्रणाली हैं वे कुछ तकनीकों हो सकता है मशीन लर्निंग या जो कुछ भी हो का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और वे उपयोगकर्ता के लिए सुझाव या सुझाव दे सकते हैं कि वे आगे क्या कर सकते हैं तो ये रिकमेंडर सिस्टम हैं बिग डेटा एनालिटिक्स डेटा को संभालने के एक पारंपरिक तरीके जहां डेटा डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस में नियंत्रित किया जाता है से अलग तरीके के बारे में बात करता है बिग डेटा ऐप पारंपरिक अनुप्रयोगों में फिट नहीं हो सकते हैं बिग डेटा अनुप्रयोगों को फिट नहीं किया जा सकता है पारंपरिक डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर में फिट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहां हम बड़ी मात्रा में डेटा हेक्सडाटा टेराडाटा के बारे में बात कर रहे हैं उद्योग 40 के लिए हम इंटरनेट औद्योगिक इंटरनेट के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं जिसे धारणाओं के लिए हजारों सेंसर से आने वाले डेटा को प्रबंधित और संसाधित करने के लिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है इस विशाल डेटा को स्वास्थ्य सेवाओं में अन्य उद्योगों के निर्माण में जिसमें कृषि भी शामिल है प्रबंधित करना और संभालना नया नहीं है उदाहरण के लिए एक घटना को एक सेंसर द्वारा पता लगाया जाता है और इसे ऑपरेशनल रिकॉर्डर को भेजा जाता है और इसमें एक ऑपरेशनल रिकॉर्डर एक डेटाबेस होता है जो डेटा को स्टोर करता है और उसके बाद इस डेटा को सिस्टम की क्वेरी द्वारा अनुकूलित किया जाता है जैसे सामान्य से आदर्श से इस घंटे के उत्पादन के बारे में क्या तो डेटा से इस तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं इसलिए यह वह जगह है जहाँ इस बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग उद्योग 40 के संदर्भ में किया जा सकता है तो IIoT को बड़े डेटा के एक बड़े लाभार्थी के रूप में पहचाना जा सकता है पहले डेटा को प्रबंधित करने के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है क्लाउड मदद के लिए आ सकता है क्योंकि क्लाउड डेटा को स्टोर करने में मदद कर सकता है और डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है क्योंकि इस तरह के वस्तुतः स्टोरेज की कोई सीमा नहीं है क्योंकि अगर मांग पर स्टोरेज भी प्राप्त हो जाता है इसलिए IIoT में हडूप जैसी डेटा तकनीकों के प्रबंधन में मदद करने के लिए जो एक ओपन सोर्स क्लाउड आधारित वितरित डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है क्लाउड का उपयोग इस तरह के डेटा के विश्लेषण के लिए किया जा सकता है जो कि बिग डेटा है तो बिग डेटा एनालिटिक्स के संदर्भ में हडूप काफी लोकप्रिय है तो एनालिटिक्स के लिए क्लाउड आधारित तरीके होंगे इसलिए विशेष रूप से सबसे पहले क्लाउड का उपयोग डेटा बिग डेटा को संभालने के लिए किया जा सकता है इसलिए इन जरूरत पर सेल्फ सर्विस की अलग अलग विशेषताएं हैं क्लाउड मूल रूप से एक सेल्फ सर्विस तरह के मैकेनिज्म कम्प्यूटेशनल रिसोर्सेज के जरिए ऑन डिमांड पर आधारित होता है जो उपयोगकर्ता को चाहिए तो स्केलेबिलिटी भी बेहतर है तो यह मूल रूप से क्लाउड में है जो विस्तृत नेटवर्क एक्सेस प्रदान करता है यह विभिन्न तरीकों को समूहीकृत करने की क्षमता तेजी से लचीलापन और मापी गई सेवा प्रदान करता है मापी गई सेवा का मतलब है क्लाउड के उपयोग की इकाइयों के आधार पर उपयोगकर्ता के अनुसार शुल्क लिया जाएगा इसलिए विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एनालिटिक्स के विभिन्न रूप हैं तो ये बिग डेटा और एनालिटिक्स पर कुछ रेफरेंसेस की इन सूचियों से परे भी जा सकते हैं जो आपके लिए हैं तो इसके साथ हम एनालिटिक्स के अंत में आते हैं एक बात याद रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स वगैरह ये फील्ड नहीं हैं जो इंडस्ट्री 40 और IIoT से अलग हैं और विभिन्न हैं इन तकनीकों को सक्षम किए बिना अन्य तकनीकों की तरह आप मूल रूप से IoT सिस्टम IIoT सिस्टम बनाने या उद्योग 40 की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए जीवित नहीं रह सकते हैं तो ये डेटा के विश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग उद्योग 40 में बिग डेटा संदर्भ में डेटा के विश्लेषण के लिए किया जा सकता है